रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट एवं प्रोसेसेस के बारे में चर्चा की थी इस लेक्चर के कंटेंट इस प्रकार है सबसे पहले उत्पाद एवं उसकी विशेषताए हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्रमागत उन्नति के बारे में चर्चा की तो हम दूसरे पॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्रमागत उन्नति से शुरू करते हैं और फिर इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे तो प्रोडक्ट की विशेषतओं के बारे में चर्चा कर रहे थे मैं केवल एक ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूं जो प्रोड्कट लाइफ साइकिल के संबंध में रेवन्यू के बारे में बात करता है तो यह रेवन्यू है यह रेवन्यू का पॉजिटिव साइड है यह नेगेटिव साइड है इसका मतलब यह निवेश है और यह हम निवेश करने के बाद वापस प्राप्त कर रहे हैं तो कर्व इस तरह से बनता है तो इसे बहुत से भागों में बांटा गया है इसका मतलब यह हुआ कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ हम निवेश से रिटर्न प्राप्त करने कि कोशिश कर सकते हैं और कहाँ हमें आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए निःसंदेह अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक अंत है जो आता है इसलिए मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए तो वह नेट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो यह वह पॉइंट है जहाँ से आपको आपके उत्पाद की बिक्री शुरू कर देनी चाहिए इसलिए यह वह हिस्सा है जहां उत्पादन और यह वह हिस्सा है जहां यह टूलींग और उत्पाद लॉन्चिंग पर निवेश करना है जब आप डिजाइन और डेवलपमेंट में निवेश करेंगे तो यहां हम प्रोटोटाइप भी शामिल करते हैं ठीक है इस पर रिसर्च हो रही है तो जब आप रिसर्च कर रहे होतें हैं तब हमें निवेश करना होता है और कर्व की स्टीपनेस बढ़ती चली जाती है तब भी जब हम डिज़ाइन एवं डेवलपमेंट करते हैं और जब हम टूल्स में जाते है तब भी ये जारी रहती है और यहां प्रोडक्शन तक ये जारी रहती है प्रोडक्शन के बाद ग्राफ में यहाँ एक शिफ्ट है तो यह स्टीप टूलींग से आगे प्रोडक्शन तक जारी रहती है तो मिझे इसे पुनः करने दीजिये तो यह यहां तक जाती है हुए फिर आगे प्रॉफिट तक जाती है इसलिए एक बार जब उत्पादन शुरू हो जाता है तो फिर बिक्री होना भी शुरू हो जाती है इसलिए बिक्री के दौरान रेवन्यू की नेगेटिव साइड से यह पॉजिटिव साइड की और बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही आप बेसिक निवेश को पार करते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो यह ग्राफ आपको याद रखना चाहिए इसका मतलब है कि रिसर्च डिज़ाइन एवं डवलपमेंट चरणों में आप बहुत कम निवेश करते हैं इसलिए यहां आप पैसे के मामले में आप बहुत कम करते हैं लेकिन आपकी भागीदारी बहुत अधिक है और एक बार टूलिंग करने के बाद निवेश बहुत अधिक होता है क्योंकि आपका POC हो चुका होता है अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने POC को एक बैच उत्पादन में कैसे परिवर्तित करूँ तो इसका मतलब आप उत्पादन शुरू कर चुके हैं तो हो सकता है कि 10 उत्पाद बने हों 100 उत्पाद बने हों 10000 उत्पाद बने हों तो आपने निवेश किया है और फिर आपका यह कर्व पॉजिटिव साइड की ओर बढ़ने लगता है तो एक और चीज है जिसे सेक्वेंसीअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है पारंपरिक विकास में चार लॉजिकल समूहों में से प्रत्येक जिन पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की एक के बाद एक क्रमागत रूप से होते रहते हैं तो यहाँ ऐसा लगता है जब हम इसे क्रमिक रूप से करते हैं अगर वहाँ एक पुनरावृत्ति होना है जिसको होना ही है तो फिर से यह केवल एक क्रमागत तरीके का पालन करते हुए ही होगा ठीक है यह एक पारंपरिक तरीका है रिसर्च एक नई उत्पाद अवधारणा के विकास को आगे बढ़ाती है फिर अवधारणा को शोधकर्ता और विकास विभाग द्वारा पुनरावृति प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाता है जब तक कि अवधारणा पर सहमति नहीं बन जाती तब अवधारणा का एक औपचारिक विवरण इंजीनियरिंग विभाग को भेजा जाता है जहां डिजाइन कार्य की समीक्षा और डिजाइन के पुन कार्य का एक क्रम होता है क्योंकि अवधारणा विकसित की जा रही है जब डिजाइन को पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जाता है तो इसे जारी किया जाता है इसलिए प्रोडक्ट ड्राइंग से लेकर प्रोडक्ट के बनने तक यह एक बड़ी घटना है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होती है तो यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है इसलिए मैं ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहूंगा यह बाजार विश्लेषण की R D है फिर हमारे पास डिजाइन है ये सभी चीजें यहाँ क्रम में हैं डिज़ाइन फिर हमारे पास प्रोसेस प्लान है फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है फिर हमारे पास इंजीनियरिंग परिवर्तन हैं ठीक है तो यह यहाँ जाएगा यह यहाँ जाएगा और यह सब एक दिशा में बह रहे हैं और यह यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से उपयोगकर्ता या ग्राहक के पास जाता है ठीक है और आगे और पीछे एक संचलन है जो यहां से यहां तक होता है और मैन्युफैक्चरिंग कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह निर्धारित करना है कि कौन सा कॉम्पोनेन्ट बनाया जाएगा और यह कब बनाया जाएगा और इसे कब खरीदा जाएगा जब मैन्युफैक्चरिंग विभाग अपने अध्ययन को अंतिम रूप देता है और बनाने खरीदने का निर्णय लेता है तो इसे अंदर बनाना है या इसे बाहर से मंगवाना है उदाहरण के लिए एक छोटी मशीन या इसके एक पार्ट को हम इन हाउस बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है लेकिन यदि आप इसके जैसे एक उत्पाद का पता लगा सकते हैं जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध है और इसमें कुछ जोड़ कर वैसा ही उत्पाद बना लेते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प होगा इसलिए तब हम इसे इन हाउस बनाने की बजाय इसे बाजार से खरीदने की ही कोशिश करते हैं इसलिए कई बार इस तरह की चीजों को बाजार से खरीदना ही किफायती लगता है और यह बहुत अच्छे मानकों का भी होता है लेकिन जब हम इन हाउस सब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो इसमें लंबा समय लगता है तो एक उत्पाद को इन हाउस बनाने या इसे खरीदने का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है शायद POC पॉइंट से या फिर उस समय के दौरान जब हम हर चीज इन हाउस बना रहे होते हैं लेकिन जब आपका या डिज़ाइन फ्रोजन हो जाता है तब इसे डिज़ाइन विभाग से निर्माण विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है उस समय हमें यह निर्णय लेना होता है कि इसे इन हाउस बनाना है या इसे बाहर से खरीदना है और हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं एक लागत है और दूसरा समय है इसलिए हम इन दोनों का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम एक लागत निकालने की कोशिश करते हैं अन्य विभाग जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट जो कि सामग्री की खरीद के लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं अंत में सामग्री का आदेश दिया जाता है आवश्यक उत्पादन उपकरण स्थापित किए जाते हैं उद्योग कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है और उत्पाद को बना कर भेज दिया जाता है इसलिए उत्पाद बनने के बाद ये सभी चीजें अंतिम चरण में होती हैं विशिष्ट और अलग विभाग के बीच लेबर का विभाजन चरणों की इस अनुक्रम प्रकृति का वर्णन करता है जब तक एक उत्पाद का उत्पादन होता है तब तक प्रत्येक विभाग घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला में अपनी भूमिका निभा रहा होगा जिससे एक नए उत्पाद का उत्पादन होता है ज्यादातर प्रत्येक विभाग अपने कार्यात्मक क्षेत्र में अपने कार्य को पूरा कर लेता है यह केवल अन्य विभागों से आवश्यक सूचनाएं या कार्य के परिणामों की समीक्षा करने के लिए ही परामर्श करता है हम अपने आप से सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हम ग्राहक से पूछते हैं जो हमारे उत्पाद का आगे उपयोग करने जा रहा है कि और अधिक क्या चाहिए और गुणवत्ता की क्या समस्या है सिक़्वेन्सिअल ऑपरेशन की प्रकृति के कारण विकास प्रक्रिया अपेक्षाकृत लम्बा समय लेती है तो यह डिज़ाइन हाउस एक छोटा सा ब्लॉक है और सब कुछ यहाँ पुनरावृति से होता है और वे इस बात पर काम करेंगे कि उन्हें क्या दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है और उन्होंने क्या दिया है हमेशा अगले ग्राहक के साथ जाँच करने की कोशिश करेंगे कि यह सही है या नहीं और यह गुणवत्ता की समस्या में सुधार करने की कोशिश करेंगे तो आप देखते हैं कि लिए गए हर बॉक्स में फंक्शन का एक सेट होता है यह फंक्शन का सेट सबसे अच्छी तरह से करता हैऔर फिर यह उत्पादन करने की कोशिश करता है लेकिन उत्पाद का समग्र रूप डिजाइन विभाग को नहीं बताया गया है तो डिज़ाइन विभाग जो कुछ भी देता है वह एक ऐसा आउटपुट है जो निर्माण विभाग द्वारा डिजाइन ड्राइंग पर लगाए गए प्रतिबंधों पर आधारित है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो सिक़्वेन्सिअल ऑपरेशन का पालन करने में बहुत लंबा समय लगता है तकनीकी समस्याओं को बाद में खोजे जाने पर डिज़ाइन परिवर्तन के अलावा पुनरावृत्ति स्क्रैप और ग्राहक शिकायतों को पार कर सकते हैं इसलिए जहां तक एक नए उत्पाद को डिजाइन करने का संबंध पहले के दोषों से है बाद में विफल होने के बजाय अगर कोई उत्पाद जल्दी विफल हो जाता है तो इसकी बहुत सराहना की जाती है क्योंकि ग्राहक के पास विफल होने से कंपनी की छवि खो जाने के साथ साथ कंपनी के लिए वित्तीय नुकसान भी हो सकता है इसलिए यदि उत्पाद को विफल होना है तो उसे अभी विफल होने दें यह वही नारा है जो कंपनी तब उपयोग करती है जब उत्पाद प्रोटोटाइप के रूप में होता है तो सिक़्वेन्सिअल तरीके का मुख्य नुकसान कार्यात्मक विभाग के बीच लिंक की कमजोरी है जिस को एक नए उत्पाद को विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए विकास को एक साथ और सिक़्वेन्सिअल प्रक्रिया में बदलना आवश्यक है जिसे हम अगली स्लाइड में बताएंगे इसलिए हम सिक़्वेन्सिअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट मॉडल से साइमल्टेनियस इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं मॉडल चरणों का सिक़्वेन्सिअल से साइमल्टेनियस में परिवर्तन को कंकरेंट इंजीनियरिंग फिलोसॉफी के उपयोग द्वारा संभव बनाया जा सकता है कंकरेंट इंजीनियरिंग को एक ऐसे एकीकृत और व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस में एक उत्पाद और उससे समबन्धित प्रक्रियों के डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग परीक्षण सेवाएं आदि सम्मिलित हैं यदि आप यहां ड्राइंग को देखते हैं तो हमारे पास मार्केट विश्लेषण और RD होगा फिर हमारे पास कंकरेंट प्रोडक्ट या प्रोसेस डिजाइन होगा फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होगा फिर हमारे पास एक उपयोगकर्ता होगा यह एक उपयोगकर्ता है ठीक है इसलिए यहां हमारे पास एक बड़ा ब्लॉक होगा जहां यह डेटाबेस के बारे में बात करता है जिसमें आपके पास मनुफैक्चरबिलिटी है आपके पास प्रोसेस प्लान होगा आपके पास विश्लेषण होगा आपके पास रिलायबिलिटी होगी आज लोग जो उम्मीद करते हैं वह उत्पाद की रिलायबिलिटी और रिपीटेबिलिटी है उत्पाद को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी वैसा ही एक जैसा कार्य करते रहना चाहिए इसलिए रिलायबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है फिर वहां खर्चा होगा असेंबली होगी और आज एर्गोनॉमिक्स और परीक्षण को उत्पाद विकास के दौरान बहुत महत्व दिया जा रहा है तो ये ऐसे इनपुट हैं जो वैचारिक स्तर पर ही दिए जाते हैं और हम इसे विकसित करना शुरू कर देते हैं तो यह सिक़्वेन्सिअल एप्रोच के बजाय कंकरेन्ट इंजीनियरिंग एप्रोच की तरफ अधिक है इसे सिक़्वेन्सिअल मॉडल की बजाय साइमल्टेनियस या इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता है इसलिए यह मॉडल उत्पाद के लाइफ साइकिल के समय को कम करने की दिशा में तेजी से बढ़ता है तो कंकरेंट इंजीनियरिंग गुणवत्ता में सुधार लागत में कमी साइकिल टाइम में कमी लचीलेपन में वृद्धि और उत्पादकता के साथ साथ दक्षता में वृद्धि करती है यह कंकरेंट इंजीनियरिंग या साइमल्टेनियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट दृष्टिकोण का प्रमुख लाभ है कंकरेंट इंजीनियरिंग को एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट वातावरण में लागू किया जा सकता है जिसमें अवधारणा विकास संभव प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के साथ साथ आगे बढ़ता है हम केवल एक ही तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं पहले वाले मामले में मार्केट रिसर्च की गई थी उन्होंने ये पता किया था कि जरुरत क्या है फिर उसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया मार्केट की जरुरत को डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने समझा और फिर उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया बिना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बात किये कि इसमें परिवर्तन कि संभावना भी है या नहीं और क्या इसे बनाने में कोई कठिनाई है तो वो स्वतन्त्र निर्णय ले रहे हैं लेकिन जब हम इन अप और डाउन मूवमेंट को एक साथ करते हैं और बड़े पैमाने पर करेक्शंस को कम किया जा सकता है इंजीनियर उस उत्पाद के घटक को डिजाइन करते हैं जिसे सूचना और प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर पूरा किया जा सकता है इसलिए इंजीनियर उन उत्पादों के कम्पोनेनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं जिन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी के उपलब्ध होने पर पूरा किया जा सकता है और जब आप इसे करना शुरू करते हैं और सेसे पहले जब आप एक साथ ऐसा करते हैं और यदि कोई डेटाबेस वहां होता है तो हर बार आपको जीरो से उत्पाद शुरू करने कि जरुरत नहीं हैं क्योंकि आपके पास पहले से ही कुछ मौजूदा मॉडल उपलब्ध होंगे आप उन मॉडलों को लेते हैं और पता करते हैं कि कैसे आप इन मॉडलों में बदलाव कर सकते हैं ताकि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तो यह तभी संभव है जब हम साइमल्टेनियस इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं पुराने डिज़ाइन जो नए एप्लिकेशन में फिट हो सकते हैं को पुन उपयोग या संशोधित किया जाता है ताकि इंजीनियरिंग में लगने वाले समय को कम किया जा सके सिमुलेशन और प्रोटोटाइपिंग इंजीनियरिंग डिजाइन एक्टिविटी में एक साथ होते हैं जैसे जैसे डिजाइन का काम आगे बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया पर विकास शुरू हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के सभी फंक्शनल एरिया डिजाइन प्रयासों में भाग लेते हैं और क्रॉस फ़ंक्शनल टीमों का गठन किया जाता है इसलिए यह उत्पाद विकास करते समय इंडस्ट्री में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहायक होगा तो एक जेनेरिक उत्पाद विकास प्रक्रिया का निर्माण आवश्यकताओं की पहचान के साथ शुरू किया जा सकता है और एक उत्पाद की मार्केटिंग के साथ समाप्त होता है तो यह नीड एनालिसिस से शुरू होता है और उत्पाद की मार्केट में बिक्री पर समाप्त हो जाता है यदि हम इसका एक डायग्राम के माध्यम से वर्णन करना चाहते हैं तो हम इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जरुरत की पहचान होती है फिर हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन निर्धारित करते हैं इसके बाद कॉन्सेप्टुअल डिज़ाइन फिर डिटेल डिज़ाइन और इसके बाद उत्पादन करते हैं और फिर अंत में मार्केटिंग करते हैं तो जब में एक उत्पाद को विकसित करने का निर्णय लेता हूँ तो सबसे पहले मैं ग्राहक को समझ कर उसकी जरूरतों की पहचान करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ग्राहक ढूंढना होगा और फिर समझना होगा कि उसको क्या चाहिए मैंने आपको दो उदाहरण दिए एक बॉलपॉइंट पेन का और दूसरा जूते का तो ये जरूरतों की पहचान करना है बहुत बार ये ग्राहक द्वारा बता दी जाती हैं और कई बार ये चुपचाप आप से अपेक्षित होती हैं तो जरूरतों को पहचानना जरूरी है तो फिर इससे आप एक डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं यह ग्राहक की आवश्यकता है और फिर आप इसे इंजीनियरिंग आवश्यकताओं में परिवर्तित कर देते हैं जो कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हैं और फिर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के आधार पर आप कॉन्सेप्टुअल डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं और फिर आप डिटेल डिज़ाइन पर काम करना शुरू करते हैं जब तक की आप उन्हें जारी नहीं कर देते आपके लिए वापस जाना और आगे पीछे जाकर बार बार बदलना बहुत कठिन है इसलिए जैसे ही डिटेल डिज़ाइन जारी की जाती है तो तुरंत मैन्युफैक्चरिंग टीम इसे बनाने में लग जाती है मैन्युफैक्चरिंग टीम इसका उत्पादन करती है और इसे मार्केटिंग टीम को दे देती है जहां मार्केटिंग टीम उत्पाद को पूरा करती है और इसे बेचकर एवं कंपनी को लाभ कमाकर साइकिल को पूरा करती है आवश्यकता की पहचान का लक्ष्य ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना और संभावित अवसरों की खोज करना है देखिये बहुत कम लागत के साथ भी आप नये उत्पादों को विकसित कर सकते हैं और ये नये उत्पाद मार्केट में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं यह एक नुकसान पहुँचाने वाली तकनीक भी हो सकती है उदाहरण के लिए डिजिटलीकरण के प्रभाव में आने के बाद जो तस्वीरें रोल्स में ली गईं उन्हें फेंक दिया गया आज कोई भी फोटो का उपयोग नहीं करता है जब तक कि आप बहुत गंभीर फोटोग्राफर नहीं हैं तो आप आज फोटो फिल्म नहीं लेते हैं यह सब डिजिटल रूप से किया जाता है और जब हम इसे डिजिटल रूप से करते हैं तो हम संभावित उपयोगकर्ताओं का पता लगाते हैं और हम एक नए उत्पाद को विकसित करने के लिए अवसर ढूंढते हैं तो इस चरण में सूचनाएं हासिल करने और उनका इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है यह मार्केट रिसर्च करवा कर या उपलब्ध बाहरी डाटा जो आवश्यकताओं जिन का अध्ययन किया जा रहा है या इसी के समान आवश्यकताओं का कंज्यूमर बिहेवियर से सम्बन्धित है का उपयोग कर पूरा किया जा सकता है तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि इंपैथी स्टडी कीजिए जब आप महसूस करते हैं कि एक नए उत्पाद की जरूरत है तो आप खुद ग्राहक के जूते पहन कर देखिए कहने का मतलब आप ग्राहक के दृष्टिकोण से समस्या को देखना शुरू कीजिए और अपने उत्पाद को विकसित करना शुरू कीजिए या नीड स्टेटमेंट बनाना शुरू कीजिए उदाहरण के लिए मैं यह निर्णय लेता हूं कि मुझे स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए चॉकलेट बनानी है तो आप बच्चों के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चॉकलेट बच्चों को पसंद है क्या यह वनिला फ्लेवर वाली है या फिर चोको फ्लेवर वाली है या सिर्फ चॉकलेट है या फिर इसमें नट्स भी होने चाहिए तो आप को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखना होगा आप एक ग्राहक बन जाइए और सिचुएशन को समझिए मार्केट में उपलब्ध अन्य प्रतियोगी उत्पादों को देखिए और फिर सोचिए कि आप क्या नया कर सकते हैं ताकि मार्केट में सफल हो सकें तो यह जरूरत की पहचान करना हुआ बहुत बार हम ऐसे उत्पाद विकसित करते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है सही है ना तो यह सब बातें है एक मजेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि मुझे बाजार में फ़नल का पता चला तो यह बाजार में एक फ़नल है जो आमतौर पर हमारे पास होता है लेकिन सॉरी बाजार में जो उपलब्ध है वह एक फ़नल नहीं है वह एक फिल्टर है तो यह तेल और अन्य चीजों में धूल को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह भी एक उत्पाद है सही है तो आप बस यहां तेल डालना शुरू करते हैं और इसे फ़िल्टर किया जाता है और फिर आप इसे एक कंटेनर में डालते हैं और आम तौर पर हम जो करते हैं वह एक कंटेनर में होता है फिर हम एक फ़नल रखते हैं ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम बाहर तेल नहीं फैले यह एक पार्ट है यह दूसरा पार्ट है आज मुझे पता चला कि बाजार में एक ऐसा उत्पाद है जिसमें दोनों फ़नल और फ़िल्टर एक साथ है मान लीजिये कि आपके पास एक फिल्टर है और फिर उसी फ़िल्टर के साथ ही आपने एक फ़नल जोड़ दिया तो यह एक फिल्टर है जो फ़नल से जुड़ा हुआ है और अब आप कंटेनर में बहुत सही तरीके से ऑयल डाल सकते हैं पहले हम फ़नल ढूंढ रहे थे अब फ़नल फ़िल्टर का एक अभिन्न हिस्सा है तो किसी को पता चला कि बाजार में एक ऐसे उत्पाद की जरूरत है उन्होंने इस उत्पाद को विकसित किया और आज यह उत्पाद बहुत सफलतापूर्वक बाजार में चल रहा है इसलिए आपको एक अवसर का पता लगाना होगा और फिर उसे बनाना शुरू करना होगा अगला स्टेप डिजाइन स्पेसिफिकेशन्स स्थापित करना है ग्राहक कहेगा कि उत्पाद यथासंभव आरामदायक हो इसलिए इस आरामदायक को एक इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में बदलना होगा इसलिए हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन स्थापित करना शुरू करते हैं एक बार जब हमें एक आवश्यकता का एहसास हो जाता है जैसे कि हमें एक कंटेनर में तेल डालना है अगला स्टेप इन आवश्यकताओं को समझ के ऐसे टेक्निकल टर्म्स और स्पेसिफिकेशन्स में बदलना है जो कि उत्पाद की वांछित कार्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करने में सक्षम हों तीसरा स्टेप एक कॉन्सेप्टुअल डिजाइन विकसित करना है कागज पर या आभासी स्तर पर आज कई वैकल्पिक डिजाइन विकसित की जा चुकी हैं हम इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स विकसित करते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन की आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाता है कि कस्टमर नीड स्टेटमेंट के आधार पर आपने क्या डाला और यह कैसे आया इसलिए डिज़ाइनों के कई विकल्पों को बनाया जाता है और उनकी कार्य क्षमता और लागत के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है आप इसे फ्री हैंड स्केचिंग के द्वारा कर सकते हैं या आप डिजिटल रूप से कर सकते हैं और आज लोगों ने डिजिटल रूप का बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह आपको बेस मॉडल को एडिट करने की स्वतंत्रता देता है डिजाइन स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करने वाले समाधान और कॉन्सेप्ट्स बतौर एक विकल्प के विचार के रूप में उत्पन्न की जाती हैं किसी भी विकल्प के विस्तृत विश्लेषण किये बिना ही कई डिज़ाइन विकल्प तैयार कर दिए जाते हैं इसलिए हम आकर के बारे में बात नहीं करते हैं हम सामग्री के बारे में बात नहीं करते हैं हम केवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं और कौन कौन से फंक्शन हैं वे कैसे किए जाने हैं इस स्टेप के अंत में सबसे ज्यादा स्वीकार्य कांसेप्ट को आगे के विकास और विश्लेषण के लिए चुना लिया जाता है तो यहाँ हम सारी कार्यक्षमता को भी ध्यान में रखते हैं यह केवल आकर ही नहीं देखते बल्कि कार्यक्षमताओं को भी देखा जाता है और फिर हम इसके अनुसार चुनने की कोशिश करते हैं कि यह डिज़ाइन ठीक है हम इसे चुन लेते हैं और फिर वैचारिक डिज़ाइन के आधार पर जो भी आपने फाइनल किया है उसकी डिटेल्ड डिजाइन पर हम काम करना शुरू करते हैं तो आपने कहा कि एक फ़नल है लेकिन फ़नल का आकर क्या होना चाहिए जिससे कि आप डिटेल्ड डिज़ाइन पर काम शुरू कर सकें इस स्टेप में स्पेसिफिकेशन्स को ठीक किया जाता है और जरुरत के हिसाब से कम ज्यादा किया जाता है इसलिए यहां हम कॉन्सेप्टुअल डिजाइन के साथ आगे और पीछे जाते हैं यह कहते हुए कि यह बनाना हमारे लिए संभव नहीं है तो फिर वो कॉन्सेप्टुअल डिजाइन को बदलते हैं फिर यह डिटेल्ड डिजाइन वापस आता है और हम इस पर काम करना शुरू करते हैं ठीक किये हुए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार चुने हुए कांसेप्ट को फाइनल कर दिया जाता है लागत का एक फाइनल विश्लेषण किया जाता है और प्रोटोटाइप मॉडल को विकास प्रक्रिया में अंतिम चरण के रूप में बनाया जाता है तो आप प्रोटोटाइप बनाते हैं आप इसे ग्राहकों को दिखाते हैं आप इसे आकार और आकृति के हिसाब से इसे ठीक करते हैं जो भी ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार आप आगे और पीछे पुनरावृत्तियों करते हैं आप डिटेल्ड डिज़ाइन को बदलते रहते हैं फिर एक बार जब डिटेल्ड डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो उत्पादन शुरू कर दिया जाता है इसलिए जब यह उत्पादन शुरू करने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं हम मशीन टूल्स की तलाश करते हैं हम टूल्स की तलाश करते हैं हम जिग्स और फ़िक्सर की तलाश करते हैं हम सामग्री और अन्य चीजों की तलाश करते हैं इस स्टेप में स्पेसिफिकेशन के अनुसार पार्ट का निर्माण करने में सक्षम मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया और निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की जाती है मैन्युफैक्चरिंग का क्रम और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी आकलन किया जाता है मार्केटिंग जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का अंतिम स्टेप है स चरण में प्रोडक्ट का प्रमोशन और चयनित बाजारों में वितरण किया जाता है उत्पादों की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विकास टीम द्वारा पैकिंग और स्टोरिंग की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है इसलिए आज जब हम ये सब ऑनलाइन खरीदतें हैं तो कई बार हम देखते हैं कि जब उत्पाद हमारे पास आता है तो वह खराब हो जाता है इसलिए अब कंपनियों ने उचित पैकेजिंग की दिशा में बहुत प्रयास करना शुरू कर दिया है ताकि यह बिना किसी नुकसान के ग्राहक तक पहुंच सके आप एक बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं लेकिन यदि वह उत्पाद सुरक्षित रूप में ग्राहक तक नहीं पहुँचाया जा सकता है तो इसका कोई फायदा नहीं है इसलिए आज पैकेजिंग और स्टोरिंग को कंकरेंट इंजीनियरिंग में भी संबोधित किया गया है और इसे डिजाइन स्टेज से ही महत्व दिया जाता है उदाहरण के लिए यदि आप एक बड़ा प्रोजेक्शन लेते हैं एक ठोस ब्लॉक का प्रोजेक्शन लेते हैं और फिर आप इसे पैक करके भेजना चाहते हैं और अगर उसके किनारे नुकीले हैं तो वह इसे फाड़ने वाला है पैकेज सामग्री को फाड़ने वाला है तो डिजाइन चरण में ही सही आप वापस काम करते हैं और इसे दूर करने की कोशिश करते हैं अब हम आगे प्रत्येक स्टेप की विस्तार से चर्चा करते हैं ठीक है जरूरत को पहचानना आवश्यकता को चिन्हित करने से प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू होता है मौजूदा या समान आवश्यकता के समाधान के लिए या किसी उत्पाद प्रक्रिया के लिए एक विचार के आधार पर डिजाइन प्रक्रिया की पहचान की जा सकती है जिसके लिए यह सोचा जा सके कि एक आवश्यकता उसके लिए उत्पन्न की जा सकती है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जिस भी उत्पाद का विचार आता है वो आशाजनक दिखना चाहिए निश्चित रूप से मेरे पास एक ऐसा ग्राहक होगा जो बताएगा कि इस उत्पाद में ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं है अगर आपके पास एक ग्राहक है तो आपके उत्पाद में वह सबकुछ होगा जो एक ग्राहक को चाहिये इसलिए आवश्यक उत्पाद विचार को वर्तमान बाजार की स्थिति उपलब्ध प्रौद्योगिकी कंपनी की जरूरतों और आर्थिक दृष्टिकोणों को देखते हुए आशाजनक होना ही चाहिए उत्पाद विकास प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक और स्पष्ट रूप से विस्तार से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है आवश्यकता विश्लेषण का उद्देश्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना होना चाहिए सूचीबद्ध आवश्यकताओं को तैयार किया जा सकता है जो बाद के चरण के लिए आधार बनाएंगे और मार्गदर्शन करेंगे जैसा कि नीचे सचित्र रूप से दिखाया गया है आवश्यकता से संबंधित खोज और विश्लेषण व्यवस्थित रूप से किये जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जानकारी प्राप्त कैसे की जाती है जानकारी प्राप्त करना इनफार्मेशन एनालिसिस नीड एनालिसिस मेट्रिक एनालिसिस पैरामीट्रिक एनालिसिस हम इन सभी चीजों को इनफार्मेशन एनालिसिस में करते हैं फिर हमें जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर हम सूचना की व्याख्या करते हैं फिर हम एक प्राथमिकता बनाने की कोशिश करते हैं फिर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का प्रयास करते हैं ये सभी चीजें वहां हैं जो पहले हम बात कर रहे थे वह केवल जरूरत है तो अब आप देख रहे हैं कि हमने जरूरत को समझा है स्टेट ऑफ़ आर्ट किया है जब आप स्टेट ऑफ़ आर्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ये पता लगाने कि कोशिश करते हैं कि अन्य उत्पाद क्या हैं और हमारा उत्पाद उनसे कैसे अलग होना चाहिए अब हम इंफोरनाशन एनालिसिस में नीड एनालिसिस फिर मैट्रिक्स एनालिसिस इसके बाद पैरामीट्रिक एनालिसिस किया जाना है तो फिर यह सब इंफोरनाशन एनालिसिस में किया जाता है आज आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग किया जा रहा है लोगों ने आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस को इंफोरनाशन एनालिसिस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ नीड एनालिसिस और मैट्रिक्स एनालिसिस को भी ठीक है फिर हम इंफोरनाशन एनालिसिस के बाद क्या करते हैं हम इंटरप्रिटेशन करते हैं ठीक है इंटरप्रिटेशन यह है कि मौजूदा परिदृश्य क्या है मौजूदा उत्पादों का जीवनकाल क्या है और भविष्य का कौन सा उत्पाद है जिसे अन्य कंपनियां लॉन्च करने जा रही हैं हम कहां लॉन्च कर सकते हैं हम उत्पादों का कैसा मिश्रण करने जा रहे हैं और अन्य चीजें फिर इससे से हमें पता चला कि कुछ 10 जरूरतों की आवश्यकता है अब सभी 10 ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी होगी जैसे ही इन सभी 10 आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाता है क्योंकि ये प्राथमिकताएँ हमें महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण पैरामीटर बताने की कोशिश करती हैं या मैं उसी शब्दावली का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने एसेंशियल और डिज़ायरेबल के रूप में सीखी थी तो डिज़ायरेबल मतलब कि अगर यह वहां है तो ठीक है लेकिन एसेंशियल मतलब कि यह जरूर होना ही चाहिए इसलिए अब हम प्राथमिकता देते हैं और फिर इसके आधार पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पहचान करने का प्रयास करते हैं इसलिए तो जानकारी साक्षात्कार आयोजित करके मौजूदा डेटा बाजार सर्वेक्षण द्वारा या लोगों से मिल कर विशेषज्ञों से मिल कर विशेषज्ञों से बात करके और विशेषज्ञों के विचार पूछ कर प्राप्त की जा सकती है और फिर उत्पाद को विकसित करना शुरू किया जा सकता है तो ये सब अलग अलग तरीके हैं तो एक जरूरत या एक बाजार के अवसर को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है इस जानकारी में समान उत्पादों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी शामिल है जो प्रकाशित संदर्भ पुस्तकों हैंड बुक्स और मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग से प्राप्त की गई हैं पंजीकृत डिजाइन ट्रेडमार्क पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है बेंचमार्किंग प्रणाली के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस स्थापित करने के लिए इस जानकारी का विश्लेषण किया जाएगा इसलिए जब हम नीड एनालिसिस करते हैं तो हम उस जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं जिसे हम स्टेट ऑफ़ आर्ट के रूप में भी करते हैं इसलिएस्टेट ऑफ़ आर्ट साहित्य के साथ साथ बाजार सर्वेक्षण और लोगों से मिल कर किया जाता है तो ये सभी चीजें हम करते हैं फिर हम जो हमने डेटा हासिल किया है उसका इनफार्मेशन एनालिसिस करते हैं तो अब इस अधिग्रहीत डेटा का विश्लेषण किया जाना है इसलिए इस स्तर पर एकत्रित सभी सूचनाओं का विश्लेषण प्रस्तावित उत्पाद और अवसर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए ठीक है इसलिए मैं आपको एक जीवंत उदाहरण देने जा रहा हूँ जब नोकिया ने भारत आने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता चला कि भारत और चीन में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये दोनों बड़े देश भी हैं जहां जनसंख्या बहुत अधिक है अगर वे अपने उत्पाद में सफल हो जाएँ हैं तो उनका बिक्री और लाभ मार्जिन अधिक हो जाएगा इसलिए वो यहां आए और फिर उन्होंने देश भर में एक सर्वेक्षण करवाया और उन्होंने पता लगाया कि वो कौनसी आवश्यकताएं हैं जिन्हें मौजूदा मॉडल में शामिल करके उसे मार्केट में लॉन्च किया जा सके तोवो चारों तरफ गये और नीड एनालिसिस किया तो उन्होंने जानकारी प्राप्त की फिर अधिग्रहित जानकारी के आधार पर उन्होंने एक ब्रैनस्टोर्मिंग सत्र किया ठीक है तो इनफार्मेशन एनालिसिस कुछ इस तरह से किया जाता है तो वो उन्होंने एक ब्रैनस्टोर्मिंग सत्र किया इस एनालिसिस के परिणामो से जरूरतों की एक सूचि तैयार की जो यह बताती है कि उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या डिजाइन किया जाना चाहिए इस इनफार्मेशन एनालिसिस के लिए तीन मुख्य तकनीकें पैरामीट्रिक एनालिसिस नीड एनालिसिस और मैट्रिक्स एनालिसिस काम में आती हैं ठीक है यह केवल हमें यह बताने जा रहा है कि उत्पाद क्या होना चाहिए हमारे उत्पाद में क्या विभिन्न विशेषताएं होनी चाहिए जैसे कि हम एक बेहतर बिक्री कर सकें तो फिर हम इन तीनों में पहले पैरामीट्रिक विश्लेषण करते हैं पैरामीट्रिक विश्लेषण डेस्क रिसर्च का एक रूप है जिसका उपयोग मार्केटिंग और इंजीनियरिंग दोनों के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है इसलिए पैरामीट्रिक का मतलब है कि हम पूरे डेटा जो हमारे पास है को एक समीकरण रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम समीकरण या फ़ंक्शन में केवल कुछ वेरिएबल जानते हैं उन फ़ंक्शन को लेते हैं और उनका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या फिर हम फ़ंक्शन के बीच कुछ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं ठीक है इसका उपयोग प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष बाजार में उत्पाद के स्थान का निर्धारण करके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए किया जाता है इसके अलावा पैरामीट्रिक विश्लेषण का उपयोग पैरामीटर्स की संरचना और उनके बीच अंतर्संबंध में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है यही मैं कहना चाह रहा था विचाराधीन प्रोडक्ट एरिया के लिए पैरामीटर्स के बीच संबंध की पहचान करके विचाराधीन उत्पाद के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे क्रॉस प्लॉटिंग द्वारा किया जाए ताकि यह देखा जा सके कि इस तरह के पैरामीटर्स के बीच कोई संबंध मौजूद है या नहीं इसलिए यदि आपके पास x x 1 x 2 x 3 x 4 जैसे फंक्शन हैं और आपके पास y1 के रूप में आउटपुट है तो अब आप t नामक एक पैरामीटर को परिभाषित करके x 1 x 2 x 3 x 4 का y1 के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं यह गणित से भरा है लेकिन जो भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसकी तार्किक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसमें गणित को शामिल नहीं करूंगा सिर्फ 10 लोगों से बात करके आप एक डेटा प्राप्त करते हैं जो आपको एक डेटा मिलता है जिसमें सिग्नल और नॉइज़ के रूप में कुछ हमेशा होता है तो आपको हमेशा सिग्नल टू नॉइज़ अनुपात का पता लगाना होता है इसका मतलब है कि आपको बाजार सर्वेक्षण से प्राप्त स्पूरियस डेटा को समाप्त करना होता है और आपको इसे करना होगा तो इसके लिए हम हमेशा जो भी डेटा एकत्र करते हैं उसके पीछे एक गणित करने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसे सरल रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं ताकि इसे विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो हम आगे आपको एक ग्राफ दिखाएंगे नीचे दिये गये ग्राफ में पैरामीट्रिक प्लॉट का एक उदाहरण दिखाया गया है यह ग्राफ से स्पष्ट है कि पैरामीटर A पैरामीटर B के बढ़ने के साथ घटता है ऐसे प्लॉट वांछनीय पैरामीटर्स की पहचान करने और कुछ वांछनीय पैरामीटर्स के संबंध में उत्पादों के बीच तुलना करने के लिए उपयोगी हैं तो अगली स्लाइड में हम ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में यहां x अक्ष पर A पैरामिटर है और y अक्ष पर B पैरामिटर है जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप A के मान को बढ़ाते हो वैसे वैसे B के मान में कमी आ रही है तो यह A और B के बीच व्युत क्रम संबंध है यह A और B के बीच पॉजिटिव संबंध वाला ग्राफ भी हो सकता है यहां केवल दो पैरामिटर के बीच संबंध दिखाया गया है अब अगर आपके पास 10 पैरामिटर हैं तो आपके लिए 10D ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होगा 3D तक के ग्राफ आप आसानी से बना लोगे यहां तक कि आज कुछ लोग 4D ग्राफ भी बनाने लग गए हैं यदि इस सारे डेटा को आप ग्राफिकल रूप में दिखाना चाहते हो तो आपके लिए समस्या और इन पैरामीटर्स के बीच संबंधों को समझना आसान हो जाता है और यदि मैं इनकी संबंधता को एक ही वैरिएबल से दर्शा पाऊं तो यह और भी अच्छा होगा तो यह पैरामिटर एनालिसिस है अब हम नीड एनालिसिस पर चर्चा करेंगे एक ग्राहक की वास्तविक आवश्यकता क्या है वॉइस ऑफ द कस्टमर नीड एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य है आवश्यकता की पहचान में हम क्या करते हैं मैट्रिक्स एनालिसिस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद की सभी विशेषताओं और क्षैतिज अक्ष पर मॉडल के साथ तैयार किया जाता है तो आपने यहाँ इसको रखा और फिर आपने यहाँ इसको रख दिया यह प्रतिस्पर्धी है और यह आपका उत्पाद है और फिर आप क्या करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे बेहतर हैं या आपका प्रस्तावित उत्पाद प्रतियोगी से कैसे बेहतर है फिर मैट्रिक्स को यह दिखाने के लिए पूरा किया जाता है कि कौन से मॉडल कौन सी विशेषताओं को शामिल करते हैं इसके बाद इन्हें सीधे तौर पर सम्मिलित किया जाता है और मैट्रिक्स के दायीं ओर ग्राफिकल रूप से दर्शाया जाता है इसलिए कहीं न कहीं आप रिलेशनशिप देते हैं तो यह एक रिलेशनशिप है और फिर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह मैट्रिक्स एनालिसिस है और ये विशेषताएं हैं ये मॉड्यूल हैं तो विशेषता 1 और मॉड्यूल1 के बीच एक संबंध है विशेषता 1 मॉड्यूल 2 के बीच भी एक संबंध है आप बस समझ के लिए इसे मॉडल के रूप में भी बना सकते हैं तो मॉड्यूल 2 में विशेषता 3 नहीं है और जब मैं इन सभी चीजों को जोड़ता हूं और इस संबंध को स्थापित करता हूं तो आप यह कह सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे एक नंबर देना शुरू करें और फिर हमें जो मिल रहा है वह वेटेज है और फिर जब हम एक नंबर गेम में परिवर्तित हो जाते हैं तो हम इन सभी नंबरों को यहां प्रतिशत के रूप में लाने की कोशिश करते हैं तो fn n th फ़ंक्शन होगा तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 इत्यादि के साथ उनके क्या रिलेशनशिप है तो यह एक रिलेशनशिप एनालिसिस के अलावा और कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन जब हम प्रोडक्ट डेवलप या प्रोडक्ट डिजाइन करते है तब स्किल्स को समझना बहुत अधिक आवश्यक है इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन का ट्रेंड क्यों आ रहा है क्या जो कुछ भी ट्रेंड हमें मिलता है वो लॉजिकल है या नहीं तो इसके लिए डाटा की क्लस्टरिंग करते हैं वो कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स यहां हैं कुछ यहां हैं और कुछ यहां हैं यह y है और यह x है और आप इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लोग क्या करते हैं वो सर्कल बनाना शुरू करते देते हैं तो इस तरह छोटे छोटे क्लस्टर बनना शुरू हो जाते हैं तो क्लस्टर से हम इंफॉर्मेशन का मतलब निकालना शुरू कर देते हैं तो यहां कुछ पॉइंट्स हैं जो नॉइज हो सकते हैं या गलत प्वाइंट हो सकते हैं तो हम इसे करने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए मैं मेरे 10 साल के बेटे को चाय टेस्ट करने के लिए देता हूं और फिर इस टेस्ट को नंबर में व्यक्त करने के लिए कहता हूं तो यह उसके लिए बहुत कठिन होगा लेकिन यदि मैं उसे बूस्ट करने के लिए कहूं तो यह उसके लिए आसान होगा और कुछ एडिटिव मिलाने के बाद यह बताना भी उसके लिए आसान होगा कि किसका टेस्ट बेहतर है तो यदि मैं एनालिसिस के लिए एक गलत आदमी ले लेता हूं कहने का मतलब ऐसा आदमी जो इस स्पेक्ट्रम में फिट नहीं बैठता और एसी स्थिति में मैं डेटा एकत्रित करता हूं और फिर इसका क्लस्टर एनालिसिस करता हूं तो बहुत जल्दी मुझे पता चल जायेगा कि यह सारा डेटा नॉइज डेटा है जिसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए तो जानकारी का मतलब निकालना एक बहुत बड़ी योग्यता है इसके लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बहुत समझ होनी चाहिए तो आपके पास इन सबका मिश्रण होना ही होना चाहिए तो इस इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन स्टेप में इंफॉर्मेशन को डिटेल डिजाइन या कस्टमर मार्केट की जरूरतों वाली ऐसी लिस्ट में रूपांतरित कर दिया जाता है जिनको प्रोडक्ट द्वारा संतुष्ट करवाना है यही कि एकत्रित इनफॉर्मेशन को कस्टमर मार्केट की जरूरतों में बदल दिया जाता है प्रोडेक्ट स्पेसिफिकेशन की लिस्ट बना ली जाती है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रॉसेस के लिए गाइड करती है हालांकि यह लिस्ट अपरिवर्तनीय नहीं है इसको जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है कस्टमर की जरूरतों के उल्लंघन से बचने की लिए जरूरी है कि स्पेसिफिकेशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाया रखा जाए इसलिए तब हमें जरूरतों को प्राथमिकता देनी है प्राथमिकता या जरूरतों को प्राथमिकता देने का मतलब है ग्राहक या मार्केट की जरूरते जिन्हे पहले ही निर्दिष्ट किया जा चूका है उन्हें पदानुक्रमित में पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए शीर्ष स्तर पर सबसे सामान्य आवश्यकता से शुरू होता है जिसे प्राथमिक आवश्यकता भी कहा जाता है तो यह दूसरी तीसरी को आप नीचे जोड़ते रहेंगे आवश्यकता पदानुक्रम में कई स्तर हो सकते हैं यहां मुख्य बिंदु सामान्य आवश्यकता से शुरू करना है और विस्तार की आवश्यकता के लिए प्रगति करना है ठीक है नीड्स हायरार्की नीड के किसी भी महत्व को व्यक्त नहीं करता है इन जरूरतों को या तो जरूरत या ग्राहक सर्वेक्षण के इंजीनियरिंग मूल्यांकन के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए तो ये दोनों आने वाले तरीकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं तो जरुरत की प्राथमिकता ट्रेड ऑफ विश्लेषण करने और डिजाइन प्रक्रिया में बाद में डिजाइन संसाधनों को आवंटित करने के लिए आवश्यकता के महत्व की स्थापना करना बहुत महत्वपूर्ण है आवश्यकताओं के महत्व को आमतौर पर एक क्रमिक पैमाने का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता को पैमाने के शीर्ष पर और सबसे कम महत्वपूर्ण आवश्यकता को पैमाने के निचले भाग में रखते हुए हम प्राथमिकता देना शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है अब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं यह केवल ग्राहक की आवाज से ही नहीं आता है इसे इतने सारे ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है आवश्यकता को पहचानने और उनके महत्व को स्थापित करने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट निर्दिष्ट किया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना भी बहुत कठिन कार्य है यह गणितीय समीकरण या गणितीय समस्या लिखने जैसा नहीं है तो ऐसा क्यों है क्योंकि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं जिसमें ऐसी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं जो बॉउंडेड हैं और ऐसी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं जो अनबॉउंडेड हैं आपके पास एक ही समस्या के लिए एक से अधिक समाधान हैं उन सभी चीजों के बारे में मुझे विचार करना है और अंत में हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उदाहरण के लिए मुझे ठंड लगती है तो इसका समाधान एक स्वेटर पहनना है इसलिए आप हमेशा कह सकते हैं कि ग्राहक को ठंड महसूस होती है हमें ऐसे विकल्पों की तलाश करनी होगी जो सस्ते हो और बाहरी वातावरण से उनकी रक्षा कर सके इसलिए आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उसी तरह लिखा जाना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं कि ग्राहक को एक ठंडा आइटम देना होगा तो अब आप कह सकते हैं कि ग्राहक प्यासा है उसे अपनी प्यास को एक ऐसे तरल पदार्थ से बुझाना होगा जो सस्ता हो और जो किसी भी स्वास्थ्य संबंधी खतरनाक समस्या को उत्पन्न न करे तो आप यह देखते हैं कि यह कथन बहुत ही सामान्य है क्योंकि यदि आप एक बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखते हैं तभी आप कई विचारों को विकसित कर सकते हैं ठीक है इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखने में यह समस्या है यह एक बड़ी चुनौती है जरूरतों की पहचान करने और उनके महत्व को स्थापित करने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह बताता है कि उत्पाद को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए यह एक एब्स्ट्रेक्शन है यह एक एब्स्ट्रैक्ट है आप यह कहकर उसे झुका नहीं सकते हैं कि मानव शरीर का तापमान 27 डिग्री पर बना रहना चाहिए और ऐसा करें या कोल्ड आइटम या कोल्ड ड्रिंक जो भी हो माइनस 2 डिग्री के आसपास होना चाहिए या यह 12 डिग्री हो सकता है आप जो नहीं कर सकते इसे निर्दिष्ट करें आपको इसे यथासंभव अमूर्त रखना होगा ताकि अमूर्त चीजों को देखकर कई अवधारणाएँ विकसित हो सकें सक्सेसिवे स्टेप्स के लिए स्टेप लेना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे डिजाइन प्रक्रिया के लिए बतौर मिशन स्टेटमेंट के रूप में माना जाएगा इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप वापस जा कर देखते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिससे हम गुजर चुके हैं यह नीड रिकग्निशन है इसलिए नीड रिकग्निशन में हम ने जानकारी जुटाई फिर इनफार्मेशन एनालिसिस इसके बाद इनफार्मेशन इंटरप्रिटेशन नीड प्रिऑरिटिज़ेशन किया और अंत में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया इसलिए हम यहां रुकेंगे इससे आगे हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि आप इस पाठ्यक्रम का अधिक आनंद लेना शुरू कर देंगे और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कुछ उत्पाद जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं के लिए एक छोटा नीड एनालिसिस करेंगे आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है दस ग्राहकों की पहचान करें उनसे बात करें और फिर प्राथमिकता देने की कोशिश करें और फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करें आप देखेंगे कि यह कितना चुनौतीपूर्ण है